छात्रों आपका स्वागत है तो लागत पत्रक के संबंध में बुनियादी दो प्रकार की समस्याओं पर चर्चा करने के बाद जिसमें पहले एक सादा लागत पत्रक था दूसरा तीन अलग अलग प्रकार के भंडार को समायोजित करने के बाद का लागत पत्रक था अब हम लागत पत्रक में एक और विशेषता जोड़ेंगे जहाँ प्रति इकाई जानकारी की गणना भी की जा सकती है पहली दो समस्याओं में जो हमने पिछली कक्षाओं में की उनमें इकाइयों की संख्या हमें नहीं दी गई थी हमें केवल लागत और बिक्री के बारे में जानकारी दी गई थी हमें यह नहीं दिया गया था कि हम कितनी इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं पिछली अवधि के शुरुआती भंडार के रूप में कितनी इकाइयाँ आ रही हैं और कितनी इकाइयों को मौजूदा अवधि से समापन भंडार में ले जाया गया है यह जानकारी गायब थी इसलिए हम प्रति इकाई लागत को ध्यान में रखते हुए अब एक और कॉलम जोड़ सकते हैं और फिर हम प्रति इकाई की लागत फिर प्रति इकाई बिक्री मूल्य और प्रति इकाई लाभ की गणना कर सकते हैं तो इस समस्या में अब हम प्रति इकाई लागत की समस्या से निपटेंगे तो जब आप प्रति इकाई लागत को ध्यान में रखते हुए लागत पत्रक तैयार करते हैं तब हमें जो करना है वह यह है कि अब आपको तीन कॉलम बनाने हैं फिर से लागत पत्रक के लिए वो ही प्रारूप और यह एक कॉलम है यह वह दूसरा कॉलम है और यह अंतिम कॉलम है तो यहाँ यह लागत पत्रक है जिसे हम यहाँ जोड़ रहे हैं हम यहां लिखेंगे क्या विवरण यह इकाइयों की संख्या इकाइयों की संख्या होगी और यहां यह राशि है आप इसे रुपयों में लिख सकते हैं तो अन्य चीजें भी वैसी ही रहेंगी मैं कुछ जोड़ने वाला नहीं हूं केवल इकाइयों की जानकारी हमें दी गई है जो यहाँ जोड़ रहे हैं तो फिर से हम शुरुआत करेंगे इस समस्या में हमें क्या जानकारी दी जाती है हमें कच्चे माल की जानकारी दी जाती है तो हमारे पास है वर्तमान का कच्चा माल जो ख़रीदा गया है हमें कच्चे माल के शुरुआती और समापन भंडार का उपयोग करना होगा हमें मजदूरी के बारे में जानकारी दी जाती है और सामग्री की कुल लागत और मजदूरी लागत को ध्यान में रखते हुए हमें प्रधान लागत की गणना करनी होगी जैसा कि हम पहले करते रहे हैं फिर हम कारखाने की लागत पर जाएंगे हम WIP को समायोजित करेंगे WIP के भंडार को फिर हम उत्पाद की लागत पर जाएंगे उसमें तैयार माल के भंडार को समायोजित करेंगे और फिर हम अंततः बिक्री की लागत की गणना करेंगे इसलिए अन्य चीजें पहले की दो समस्याओं की तरह ही रहेंगी एक यह है कि हमें अब प्रति इकाई लाभ और साथ ही कुल लाभ और प्रति इकाई लाभ की गणना करनी होगी इसलिए इस समस्या में दी गई जानकारी यह है कि वर्तमान अवधि में हम कितना उत्पादन कर रहे हैं 16000 इकाइयाँ और 1000 इकाइयाँ जोकि हम पिछली अवधि से ले रहे हैं वह पिछली अवधि का समापन भंडार था जो अब शुरुआती भंडार बन जाएगा तो कुल बिक्री के लिए अब हमारे पास उपलब्ध कुल उत्पादन क्या है वर्तमान अवधि में 16000 का उत्पादन हुआ 1000 हमने पिछली अवधि से स्थानांतरित कर लिया है इसलिए बिक्री के लिए उपलब्ध कुल उत्पादन 17000 इकाई है उसमें से यह दिया गया है कि 2000 इकाइयों को फिर से समापन भंडार में स्थानांतरित कर दिया गया है हम कुछ भंडार रखना चाहते हैं क्योंकि कंपनियां का कभी भी भंडार समाप्त नहीं होता हैं वे एक विशेष अवधि में जितना उन्हें बेचने के लिए चाहिए उससे अधिक निर्माण करते हैं और बेचने के बाद वे भंडार रखते हैं ताकि कंपनी को कोई भी अप्रत्याशित ऑर्डर आए तो कंपनी ग्राहक की सेवा करने में सक्षम हो अगर उनके पास भंडार नहीं है तो बाजार में कंपनियों के लिए एक खराब प्रतिष्ठा बनती है यहां तक कि आप भी इस बारे में सोचते हैं जब आप कुछ उत्पाद खरीदना चाहते हैं आप किसी एक विशेष ब्रांड के टूथ पेस्ट को खरीदना चाहते हैं तो हम किराने या एक विशेष स्टोर में जाते हैं जैसे दैनिक स्टोर में और हम उस टूथ पेस्ट का पता लगाने की कोशिश करते हैं और यदि वह टूथ पेस्ट वहां उपलब्ध नहीं है तो हमें बुरा लगता है या तो हम अगली दुकान पर जाते हैं या हम उस उत्पाद को दूसरे उत्पाद से बदल देते हैं यदि क्लोज़अप उपलब्ध नहीं है तो आप कोलगेट खरीद लेंगे लेकिन यदि क्लोज़अप उपलब्ध होता तो क्लोज़अप ग्राहक को एक और इकाई बेचने में सक्षम होता और ग्राहक जो वह खरीदने का इरादा रखता है वह उत्पाद प्राप्त कर लेता तो भंडार का ना होना एक बड़ी लागत है विभिन्न प्रकार की लागतें हैं जब आप माल लागत के बारे में बात करते हैं तो निवेश की लागत होती है संभालने की लागत होती है एक और लागत होती है जिसे भंडार लागत कहा जाता है या भंडार का ना होना अगर ग्राहक कुछ भी खरीदना चाहता है और अगर कंपनियां या कोई वितरक या फुटकर विक्रेता अपना उत्पाद प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो यह बाजार में एक बुरा प्रभाव पैदा करता है और ग्राहक इसे पसंद नहीं करते हैं तो कुछ राशि को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित रखा जाता है तो इस मामले में हमें लागत के बारे में जानकारी दी जाती है हमें बिक्री के बारे में जानकारी दी जाती है और हमें इकाइयों की संख्या के बारे में तीसरी जानकारी दी जाती है वर्तमान उत्पादन 16000 इकाइयाँ 17000 इकाइयों में से पहले से उपलब्ध 1000 इकाइयाँ जो कि पिछली अवधि से हस्तांतरित हुई है 2000 इकाइयाँ फिर से समापन भंडार में स्थानांतरित कर दी जाती हैं जिन्हें उक्त स्थिति के लिए रखा जाएगा कि जब अप्रत्याशित जिस की आशा ना हो वैसा ऑर्डर आता है तो इसका मतलब है कि अभी 15000 का उत्पादन बाजार में जा रहा है तो हमें 15000 इकाइयों के लिए लागत को पता करना होगा हमें 15000 इकाइयों के लिए लाभ का पता करना होगा क्यों कि हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और जो भी कुल लाभ आता है अगर आप उस से 15000 इकाईयों को विभाजित करते हैं तो आप प्रति इकाई लाभ की गणना कर सकते हैं ठीक है ना तो इस मामले में हम एक और लागत पत्रक तैयार करने जा रहे हैं और हम प्रति इकाई लागत इकाइयों या इकाइयों की संख्या को भी ले रहे हैं इसलिए अब हम पहली लागत की गणना करने जा रहे हैं जोकि उपभोग की गई सामग्री की लागत है और वह क्या है कच्चे माल का शुरुआती भंडार जैसा की हमने पिछली दो समस्याओं में किया था कच्चे माल का शुरुआती भंडार क्या है यह 20000 रुपये है आप इसे सीधे बाहरी कॉलम में डालते हैं फिर खरीदी जोड़ते हैं जो हमने मौजूदा अवधि में ख़रीदा है वह ख़रीद में जोड़े इसलिए यदि हम यहां ख़रीददारी जोड़ते हैं तो ख़रीद मूल्य कितना है कुल ख़रीद मूल्य 120000 है तो कुल ख़रीद मूल्य कितना हो जाता है यह 140000 रुपये है और इसमें माल आवक भाड़ा जोड़े तो गाड़ी भाड़ा भी ख़रीद की लागत का हिस्सा है तो सीओपी माल आवक भाड़ा कितना है 1440 यह लागत 1440 है इसलिए हमें इस लागत की गणना करनी होगी यह 1440 आता है ठीक है तो इसका मतलब है कि कच्चे माल की कुल लागत क्या है जिसे हमने अभी ख़रीदा है यह लागत 141440 आती है है ना अब इस कच्चे माल की लागत में से हमें समापन भंडार को घटाना होगा क्योंकि अब तक हमने दो करना को ध्यान में रखा है कच्चे माल का शुरुआती भंडार क्या था पहले इसका उपयोग किया जाएगा उसके बाद जब यह समाप्त होने वाला होगा तो हम बाजार से अतिरिक्त सामग्री खरीदेंगे तो खरीदी पर जमा करेंगे माल आवक भाड़ा यह 141440 आता है है ना अब 141440 में खरीदी गई इस कुल राशि में से कुछ राशि को समापन भंडार में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसका उपयोग अगली अवधि में किया जाएगा iइसलिए आपको जो करना है वह है समापन भंडार को इसमें से कम करना इसलिए यदि आप यहां समापन भंडार को घटाते हैं तो कच्चे माल के समापन भंडार की मात्रा कच्चे माल का समापन भंडार और वह जानकारी क्या है यह 22240 है और 40 सही है तो कच्चे माल की खपत की अब अंतिम लागत क्या है कच्चे माल की खपत कितनी है यह 119200 आता है है ना 119200 रुपये कच्चे माल की खपत की लागत है क्योंकि हमारे पास ख़रीद और शुरुआती भंडार की कुल लागत 141440 है समापन भंडार 22240 रखा गया है इसलिए वर्तमान अवधि के लिए कच्चे माल की खपत 119200 रुपये है है ना इसमें अब हमें जो करना है वह है मजदूरी जोड़ना इसलिए यदि आपने यहां मजदूरी जोड़ दी है तो मजदूरी की जानकारी कितनी दी गई है यह एक लाख रुपये है इसलिए आपको इसे जोड़ना होगा तो अंतिम लागत क्या है आप इसे कह सकते हैं क्योंकि यह प्रमुख लागत है प्रमुख लागत कितनी आती है यह प्रमुख लागत है अब इस मुख्य लागत में आपको क्या करना है अब आपको कारखाना ऊपरी खर्च में कारखाने की ऊपरी खर्च को जोड़ना होगा तो इस मामले में कारखाने के ऊपरी खर्च हमें क्या दिए गए हैं इस मामले में ऊपरी खर्च दिए गए हैं 48000 रुपये कुल कारखाना ऊपरी खर्च 48000 रुपये हैं तो यह मुख्य लागत और कारखाना ऊपरी खर्च 48000 रुपये हैं है ना इस मामले में हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का शुरुआती भंडार और वर्क इन प्रोग्रेस का समापन भंडार है इसलिए हमें WIP का शुरुआती भंडार भी जोड़ना होगा WIP का शुरुआती भंडार हमें कितना दिया जाता है यह 4800 रुपये मूल्य का है 4800 रुपये है तो यह कुल राशि बन जाती है यह कुल राशि क्या है यह कुछ कुछ 000 जैसा है और अंतिम राशि 272000 रुपये के रूप में सामने आएगी WIP के समापन भंडार को अलग करने से पहले का यह कारखाना लागत है इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस फिर हमारे पास प्रमुख लागत थी हमने कारखाने की लागत को कारखाने के ऊपरी खर्च को जो वर्तमान अवधि में खर्च होते हैं को जोड़ा फिर WIP का शुरुआती भंडार जोड़ें इसलिए कारखाना ओवरहेड्स 48000 हैं WIP का भंडार 4800 है तो कुल 272000 आता है यह राशि 272000 है इस मामले में अब आपको एक और काम करना है और वह यह है कि आपको WIP का समापन भंडार घटाना है तो WIP का समापन भंडार अगर आप यहाँ घटाएंगे तो WIP का भंडार कितना है यह राशि 16000 हैआप इसे घटाते हैं तो इस मामले में जब आप गणना करते हैं तो आप समापन भंडार को घटाते हैं इसलिए अंत में आप उस अवधि के लिए उत्पादन की लागत के साथ रह जाते है आप कह सकते हैं कि यह कारखाने की लागत है उत्पादन की लागत नहीं बल्कि कारखाने की लागत अंत में कारखाना लागत है कि कारखाने की लागत कितनी है 272000 16000 है यह कम है हम 16000 से कम कर रहे हैं तो यह लागत है जिसे कारखाना लागत कहा जाता है और यह लागत 256000 है है ना यह कारखाना लागत या कार्य लागत है हम यहां कारखाना लागत या कार्य लागत जोड़ रहे हैं जो 256000 रुपये है अब आगे हम अगले स्तर पर जाएंगे अगले पन्ने पर हम यहां इकाइयों की संख्या की जानकारी के साथ साथ लागत पत्रक जारी रखेंगे और अंत में यहां पहुँचेंगे इसलिए यह कारखाना लागत है कुल कारखाने की लागत कितनी है यह लागत 256000 है लेकिन हमने यहां गणना की है कि यह 256000 रुपये है तो 256000 रुपये की भंडार लागत कितने के लिए है यह 16000 इकाइयों के लिए है तो अब आप क्या यहां इकाइयां लगाएंगे यह इकाइयों के लिए कॉलम है और यह राशि के लिए कॉलम है यह विवरणों के लिए कॉलम है विवरण आप कह सकते हैं तो अब कुल कारखाने की लागत 16000 इकाइयां है 16000 इकाइयों के लिए कितना 256000 है इसमें अब हमें तैयार माल के भंडार का इलाज करना होगा तो यह है कि हमने कितनी इकाइयों का उत्पादन किया वर्तमान अवधि में हम 16000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं और इस मामले में आप को जोड़ना होगा जोड़ें तैयार माल का भंडार कुछ इकाइयाँ हमारे यहाँ निर्मित हुईं और कुछ हमने पिछली अवधि से स्थानांतरित कीं वह कितनी संख्या थी जो पहले से ही गोदाम में थी 1000 तो कुल इकाइयों की संख्या अब कितनी हो गई 17000 और उस 1000 शुरुआती भंडार की लागत क्या थी जो फिर से 16000 थी इसलिए हम यहां भंडार खोलने की लागत 16000 लगा रहे हैं तो कुल मूल्य क्या हो जाता है यह कुल मूल्य फिर से 272000 रुपये हो जाता है यह तैयार माल का शुरुआती भंडार है अब आगे सवाल यह कहता है कि इस 17000 इकाइयों में से 2000 इकाइयों को अलग रखा गया है और उन्हें अगली अवधि में बेचने के लिए समापन भंडार में स्थानांतरित कर दिया गया है इसलिए हमें आपको जो करना है वह है तैयार समापन भंडार को इसमें कम करना तैयार माल का समापन भंडार कितना है तैयार माल का समापन भंडार कितना है हमारे पास दी गई इकाइयों की संख्या 2000 है हम इसे अलग रख रहे हैं इस 2000 इकाइयों का मूल्य क्या है यह 32000 है तो आपके पास कितनी इकाइयां बची हैं आप अभी 15000 इकाइयों के साथ बचे हैं और इस 15000 इकाइयों की कीमत क्या है जब आप अगली अवधि में बेची जाने वाली 32000 मूल्य की सामग्री को अलग कर रहे हैं इसलिए बाजार में जाने वाली कुल राशि की लागत 240000 रुपये है और इसे क्या कहा जाता है इसे बेचे जाने वाले सामान की लागत कहा जाता है COGS यह बेचे जाने वाले सामान की लागत का मतलब है कि बाजार में कितना माल बेचा जाना है इन्हें 15000 इकाइयां कहा जाता है और उत्पादन की लागत 240000 रुपये है और इसमें अब वे कहते हैं कि बेचने के लिए सामान की लागत या उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की लागत में हमें बिक्री और वितरण के खर्च को डालना होगा जब उत्पादन उत्पादन से उत्पादन के स्थान परमतलब कि कारखाने से बाजार में जाने पर बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे करने होंगे तब खर्च करना होगा हमें दी गई जानकारी यह है कि बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे 1 रुपये प्रति इकाई हैं अब हम बाजार में कितनी इकाई बेचने जा रहे हैं 15000 इकाइयाँ अगर 1 रुपया बिक्री और वितरण लागत है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ जो बिक्री और वितरण लागत जोड़ने जा रहे हैं वह यह है कि 15000 इकाइयों के लिए 15000 रुपये इसलिए आप यहाँ पर बिक्री और वितरण लागत बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चा में लिखते हैं इसलिए यदि आप कहते हैं कि बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे हैं तो यह बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे हैं ताकि यदि आप उस खाते को लेते हैं यह बिक्री और वितरण के ऊपरी खर्चे हैं 1 रुपये प्रति इकाई यह राशि 15000 के रूप में कितनी होगी यह राशि 15000 रुपये होगी तो यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं तो अब कुल राशि क्या है 240 अब उत्पादन राशि है 15000 वितरण लागत है इसलिए अंत में बिक्री की लागत सीओएस बिक्री की लागत कितनी होगी बिक्री की लागत 255000 है है ना और यहाँ मैंने बिकने वाले सामान की कीमत लिखी है तो आप भ्रमित ना हो अब मैं बेची गई वस्तुओं की लागत लिख रहा हूं पहले की समस्या में मैंने उत्पादन की लागत लिखी थी इसलिए उत्पादन की लागत और बेचे जाने वाले माल की लागत यह एक ही बात है इसलिए पहले हम प्रधान लागत की गणना करते हैं फिर हम कारखाने की लागत की गणना करते हैं इस मामले में कारखाने की लागत 256000 थी और जब हमने तैयार माल के शुरुआती और समापन भंडार को समायोजित किया तो उत्पादन की अंतिम लागत या बेची जाने वाली वस्तुओं की लागत क्या आई 240000 इकाइयाँ थीं और बाजार में जाने वाली इकाइयाँ 15000 हैं ठीक है और जब हमने 1 रुपये प्रति इकाई की दर से ऊपरी खर्चे की बिक्री और वितरण को जोड़ा तो यह प्रति टन दिया गया इकाई का मतलब यहाँ टन है यहाँ दिए गए प्रति टन का मतलब है 15000 रुपये आप बिक्री और वितरण लागत को जोड़ते हैं और बिक्री की यह कुल लागत यह बिक्री की कुल लागत या बाजार में होने वाला उत्पादन 255000 रुपये है जो कि कितनी इकाइयों 15000 इकाइयों के लिए सही है तो अब आपको बिक्री की जानकारी भी दी जाती है तो आप इसे डालते हैं आप यहां एक खाली जगह छोड़ते हैं और यहां बिक्री डालते हैं और इस अंतर को परिचालन लाभ कहा जाएगा इसे परिचालन लाभ कहा जाता है तो हमें परिचालन लाभ की गणना करनी होगी तो अब बिक्री मूल्य क्या है आपको दिया गया बिक्री मूल्य 300000 है जो 3 लाख रुपये है 300000 आपको दिया जाता है लाभ क्या है परिचालन लाभ 45000 रुपये है परिचालन लाभ 45000 रुपये है अब आपको प्रति इकाई जानकारी दी जाती है आपको कुल उत्पादन के लिए कुल राशि दी जाती है बेचे जाने वाले सामान की कुल लागत या बिक्री की लागत 15000 इकाइयों के लिए 255000 रुपये है तो कुल परिचालन लाभ 45000 रुपये है और परिचालन लाभ क्या है परिचालन लाभ आप यहां प्रति टन परिचालन लाभ लिखते हैं या प्रति इकाई का मतलब है कि हम टन के संदर्भ में निर्माण कर रहे हैं 15000 टन उत्पादन होता है तो प्रति टन परिचालन लाभ कितना होने वाला है यह 45000 है जो कि 15000 इकाइयों को कितनी इकाइयों में विभाजित करके परिचालन लाभ कमा रहा है तो प्रति टन परिचालन लाभ प्रति टन कितना है यह 3 रुपये प्रति टन है यह लाभ है तो इसका मतलब है कि हमने प्रति टन लाभ की गणना करके इस लागत पत्रक में एक और लाभ जोड़ा है हमें अब इकाइयों की जानकारी भी मिल गई है फिर से मैं दोहराता हूं कि मौजूदा अवधि के लिए कुल उत्पादन 16000 इकाइयां था 1000 इकाइयां पिछली अवधि से मौजूदा अवधि में स्थानांतरित हुईं हमारे साथ उपलब्ध कुल भंडार17000 इकाइयाँ थीं इस अवधि से अगली अवधि के लिए हस्तांतरित भंडार 2000 इकाइयाँ हैं इसलिए अब हमारे पास रह गया है बाजार में बेचे जाने वाले 15000 टन बिक्री और वितरण लागत सहित कुल लागत 255000 थी और हमें बिक्री मूल्य मिला यह वास्तविक मूल्य या अपेक्षित मूल्य है जो 300000 होने की उम्मीद है तो 300000 255000 कुल लाभ है परिचालन लाभ 45000 रुपये है और प्रति टन लाभ 3 रुपये है जो हमने इस से गणना की है है ना तो इस मामले में हमारे पास तब होता है जब हम जो लाभ की लागत पत्रक में गणना कर रहे होते हैं उस लाभ को परिचालन लाभ कहा जाता है क्योंकि किसी भी निर्माण संगठन के लिए लाभ केवल उत्पादन और बिक्री से नहीं है यह गैर परिचालन गतिविधियों से भी है उनके पास अधिशेष आय है उन्होंने निवेश किया है कंपनी ने बाजार में उन आय का निवेश किया है उन्हें ब्याज मिलने वाला है या उन्हें लाभांश मिलने वाला है कभी कभी कंपनियां जैसे एक कंपनी अन्य कंपनियों को परामर्श सेवाएं देती हैं वे इसके लिए प्रीमियम प्राप्त करते हैं तो वह अप्रत्यक्ष आय होगी तो अंत में शुद्ध लाभ की गणना आय विवरण में या लाभ और हानि खाते में की जाएगी यहां केवल परिचालन लाभ इसलिए परिचालन लाभ लाभ का एक हिस्सा है जब आप इसमें गैर परिचालन लाभ को जोड़ते हैं और फिर कर संबंधित जानकारी को ध्यान में लेते हैं कंपनी कर संबंधित जानकारी को तो आप कर से पहले के शुद्ध लाभ की गणना करते हैं कर के बाद शुद्ध लाभ और कर के बाद शुद्ध लाभ की वित्तीय लेखांकन की मदद से लाभ और हानि खाते में गणना की जाती है जिसे एक विभाज्य लाभ कहा जाता है यह लाभ कंपनी के मालिकों को शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है इसलिए लाभ का हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है लाभ का हिस्सा कुछ विशिष्ट कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर ना बांटा गया लाभ बैलेंस शीट में स्थानांतरित किया जाता है और पूंजी शेयर पूंजी में जोड़ा जाता है इस तरह यह कंपनी की शेयर पूंजी को बढ़ाता है अब यहाँ एक लाख टके का सवाल है कि हम लागत लेखांकन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ प्रबंधन लेखांकन का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता है इस जानकारी का उपयोग करें जो इस लागत पत्रक की सहायता से उत्पन्न हुई है यह लागत पत्रक या लागत का विवरण है यह लागत का विवरण है अब हमने लागत लेखांकन की मदद से यह जानकारी उत्पन्न की है लागत पत्रक लागत लेखांकन का हिस्सा है इसे ध्यान में रखें इसलिए हम प्रति इकाई जानकारी कुल जानकारी को जोड़कर एक लागत पत्रक तैयार करते हैं कुल लागत कुल लाभ की गणना करते हैं अब यह लागत पत्रक यदि यह प्रबंधकों के लिए उपलब्ध है तो प्रबंधन निर्णय लेने के लिए इस जानकारी का उपयोग कैसे करें अब मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि हम इस शैली में इस तरह से लागत पत्रक क्यों तैयार करते हैं हम उप लागत की गणना करते हैं फिर कुल लागत हम कुल लागत पर कूदते नहीं हैं क्योंकि उस स्थिति में नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होगा अब प्रबंधन निर्णय लेने के लिए इस जानकारी का उपयोग कैसे करें इस कुल लागत या 4 उप लागतो में से यदि आप दिए गए मूल्य को देखते हैं तो सबसे बड़ी लागत प्रमुख लागत है यह कुल लागत का उच्चतम घटक है और प्रमुख लागत में भी यदि आप कच्चे माल की लागत को देखते हैं जो फिर से यह सबसे बड़ा घटक है और आम तौर पर यह मानक अनुमान है कि कोई भी निर्मित और बाजार में बेचे जाने वाले उत्पाद में लगभग 50 60 प्रतिशत उत्पादन की लागत सामग्री की लागत है फिर मजदूरी की लागत आती है जो कि संयंत्र में काम करने वाली एक श्रम लागत है और फिर अन्य लागत अप्रत्यक्ष लागत जैसे प्रशासनिक ऊपरी खर्चे बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे की तुलना में सामग्री और श्रमिकों को भुगतान की गई यह मजदूरी से तुलनात्मक रूप से छोटे रहते हैं अब लागत पत्रक तैयार करने का उद्देश्य लागत नियंत्रण है आप विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं कर सकते हैं इसलिए यदि आपको अपना लाभ बरकरार रखना है तो आपको लागत कम करनी होगी यहां हमने अब यह तैयार किया है लागत नियंत्रण का हमें विश्लेषण करना होगा अब आप देखते हैं कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की लागत क्या है क्योंकि यदि आप अब नियंत्रण का उपयोग करते हैं तो आप इसे आइटम इनपुट या इनपुट लागत से प्राप्त करना शुरू करते हैं जो परिमाण में या आकार में सबसे बड़ा है कच्चे माल की लागत यहां सबसे बड़ी 100 19000 से 100 रुपये 119200 है अब यदि कंपनी एक कच्चे माल की खरीदी के लिए प्रयास करती है तो शायद आप इसे थोक में ख़रीद सकते हैं या अगर हम कृषि सामग्री का उपयोग कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं तो आप कृषि के मौसम में थोक में सामग्री ख़रीद सकते हैं बजाय की बिचौलिएके माध्यम से खरीदने के हम किसानों से सीधे ख़रीद सकते हैं कंपनियां किसानों का समर्थन कर सकती हैं उनका एक अनुबंध हो सकता है कि जो भी उत्पादन आएगा वह हमारा होगा कि हम आपसे सीधे तरीके से ख़रीद लेंगे इस तरह से उत्पादन किसानों से या खेत से कारखाने तक होता है लोगों के केवल दो सेट शामिल होते हैं एक किसान है जो फसल उगाता है दूसरा वह कंपनी है जिसकी ख़रीद होती है किसानों के साथ सीधे संपर्क की कई कंपनियां हैं उदाहरण के लिए हम ITC के बारे में बात करते हैं जब आईटीसी विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती है तो आप उन गेहूं के आटे जो वे निर्माण कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के बिस्कुट जो वे निर्माण कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के चिप्स जो वे निर्माण कर रहे हैं के बारे में बात करते हैं इसलिए वे किसानों को आलू उगाने में मदद करते हैं वे उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी गुणवत्ता वाले कीटनाशक और रसायन प्राप्त करने में मदद करते हैं वे गुणवत्ता नियंत्रण और सब कुछ का ध्यान रखते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले आलू जब इसमें से निकलते हैं तो सीधे कारखाने में जाते हैं इसलिए दोनों जीत जीत की स्थिति में हैं इसी तरह अगर आप उन कंपनियों के बारे में बात करते हैं जो बाजार में इन आलू के चिप्स का निर्माण कर रही हैं चाहे वह पेप्सी हो अंकल चिप्स हो या लेज या बाजार में बेची जा रही किसी भी तरह की चिप्स के लिए वे सीधे किसानों से आलू खरीदते हैं जो कंपनियां निर्माण कर रही हैं उदाहरण के लिए मसाले एमडीएच के बारे में हम बात करते हैं अगर एमडीएच कच्चे मसाले को बाजार से खरीदना चाहते हैं तो उस स्थिति में कुछ बिचौलिए शामिल होंगे इसलिए बेहतर होगा कि आप किसान से सीधा संपर्क रखें तो आप किसान से पूछते हैं कि आप अगर विशेष मसाले को उगाते हैं हमें देते हैं हम सीधे आपसे खरीदेंगे गुणवत्ता को हम आश्वस्त करेंगे हाँ हमें आपके पास से अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद मिले ताकि लागत न्यूनतम रहे इसलिए यदि आप अभी लागत के बढ़ने से या लागत के नियंत्रण के बाहर जाने से बचना चाहते हैं तो हम मौसम के दौरान खरीदे थोक में खरीदें क्योंकि यहां कच्चे माल की कीमत सबसे अधिक 119 200 रुपये है अब आपका काम यहां लागत नियंत्रण का उपयोग करना है और लागत नियंत्रण का उपयोग करने के लिए आप हमेशा उस आइटम पर मार करते हैं जो सबसे बड़ी राशि है यदि आप उदाहरण के लिए कच्चे माल की इस दी गई लागत से यदि आप 119200 रुपये में से कच्चे माल की 10 प्रतिशत लागत को भी कम करने में सक्षम हैं यदि हम किसी भी तरह से कच्चे माल की लागत को 10 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम हैं इसलिए आप यहां कितनी बचत कर रहे हैं लगभग 11920 रुपये की बचत होगी अगर आप मजदूरी पर नियंत्रण का प्रयोग करते हैं तो यदि आप मजदूरी पर नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए कहने की कोशिश करते हैं तो भी 10 प्रतिशत की कमी आप कम करने जा रहे हैं कितनी राशि से जो कि 10000 रुपये है मजदूरी की लागत जो कि दूसरी मद हो सकती है पहली मद कच्चा माल है क्योंकि यह सबसे बड़ा घटक है श्रम के घटकों में कंपनियों के लिए श्रम की लागत को कम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां मानव तत्व शामिल होता है और एक बार श्रम दरों का फैसला हो जाने के बाद आम तौर पर बाजार में श्रम की दरें बढ़ जाती हैं जो कभी भी नीचे नहीं आती हैं है ना इसलिए यदि आप श्रम के खर्च या श्रम मजदूरी में वृद्धि नहीं करते हैं तो वे आपके लिए काम करना बंद कर देंगे हड़ताल तालाबंदी होगी जो समस्या पैदा करेगी मजदूरी लागत को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है तो क्या आप हमेशा सामग्री की लागत और फिर कुछ अन्य घटकों को ही नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए हमें लागत नियंत्रण का प्रयोग करना होगा यह लागत पत्रक हमें यह पता लगाने में मदद कर रहा है कि सामग्री की लागत सबसे अधिक है पहले इसे नियंत्रित करें नियंत्रित करें यदि आप इसे 10 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं 5 प्रतिशत तक भी पर्याप्त राशि बचाई जा सकती है और लागत उत्पादन की कुल लागत में कमी आ सकती है मजदूरी यदि संभव हो तो नियंत्रित किया जा सकता है यह एक दूसरा उच्चतम घटक है जिसे आप कम कर सकते हैं यदि यह संभव है या कभी कभी कह सकते हैं की अधिक कुशल श्रम ले तो कम संख्या में लोग कम समय में बेहतर काम करेंगे इसलिए अकुशल लोगों को रोजगार देने के बजाय आप कुशल लोगों को रोजगार दें तो कम समय में कम लोगों की संख्या वे अधिक योगदान दे सकते हैं और समग्र लागत को नियंत्रण में रखा जा सकता है अगला खर्चों का प्रमुख उदाहरण के लिए यदि आप यहां देखते हैं कि अगली जानकारी जो हमने यहां शामिल की है वह है प्रशासनिक ऊपरी खर्चे अगर हम यहां प्रशासनिक ऊपरी खर्चे के बारे में बात करते हैं हमें प्रशासनिक ऊपरी खर्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है हमें कारखाने की लागत के बारे में जानकारी दी जाती है और हमें बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे के बारे में जानकारी दी जाती है इसलिए यदि आप बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे के बारे में बात करते हैं ओवरहेड्स की बिक्री और वितरण को हमने यहां कितना जोड़ा है 1 रुपये प्रति टन 1 रुपये प्रति इकाई तो इस पर नियंत्रण करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर आप 10 प्रतिशत बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे को बचाते हैं तो आप 10 पैसे बचाने जा रहे हैं तो यह एक बड़ी राशि नहीं है क्योंकि हम जो भी अभ्यास करते हैं प्रबंधन लेखांकन के सिद्धांतों को हमेशा आवश्यकता होती है कि किसी भी नियंत्रण का उपयोग करने की लागत उससे होने वाले लाभों से कम होनी चाहिए है ना यह मूल सिद्धांत है वहां केवल आपको प्रयास करने होंगे जहां परिणाम लागत के इनपुट से बाहर हो रहे हैं यदि आप कच्चे माल की नियंत्रित लागत पर प्रयास करने पर नियंत्रण कर रहे हैं तो कच्चे माल की लागत में 10 प्रतिशत की कमी आप के 11920 रुपये बचाने वाली है आप व्यावहारिक अर्थों में बात करते हैं कंपनियां उन सामग्रियों को खरीदेगी जो थोक में है उन सामग्रियों को जो वे टन में खरीदते हैं और यदि वे उसे उपयोग करके लागत का 10 प्रतिशत भी बचाने में सक्षम हैं कुशल स्रोतों जैसे कि किसानों से सीधे ख़रीद बिचौलिया को हटाने इस मौसम के दौरान खरीदने या कभी कभी उन स्रोतों से ख़रीद कर जहां यह है सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध है इन दिनों सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद लागत में कमी के लिए एक खंड पेश किया है जो किसी भी नई इकाई के आने पर और नई उत्पादन इकाइयों के आने से पहले मालिकों को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगेगा और उसी परियोजना रिपोर्ट में उन्हें प्रमाणित करना होगा क्योंकि जो कोई भी व्यवसाय में जा रहा है या वे एक नया उद्यम स्थापित कर रहे हैं वे अलग अलग निवेश वित्त संस्थानों से पैसा उधार लेंगे है ना तो एक खंड है जो वैश्विक आपूर्ति का खंड है वह संस्थान यह जानना चाहेगा कि कितना इसका मतलब है कि आपके द्वारा प्राप्त कच्चे माल का स्रोत क्या है तो यह केवल यह नहीं है कि आप देश के भीतर से कच्चा माल खरीदते हैं यदि आपके देश में अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तो आप इसे आयात कर सकते हैं आज चालू खाते पर रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय हैं आपको आजादी से विदेशी मुद्रा की राशि मिल जाएगी आप इसे खरीदते हैं आप इसे उन विदेशी देशों से लाते हैं जहां थोक में उपलब्ध है उदाहरण के लिए दुग्ध उत्पाद दूध अगर यह उपलब्ध नहीं है तो भारत में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता का दूध उपलब्ध नहीं है आप डेनमार्क या शायद अन्य देशों से भी आयात कर सकते हैं जो दूध के अधिशेष वाले देश हैं और हम इसका उपयोग कर सकते हैं इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सैमसंग सोनी एलजी जैसी बड़ी कंपनियां भारत में रंगीन टीवी बनाने के लिए आवश्यक सभी उत्पाद नहीं बनाती हैं वे भारत में हैं उनकी भारत में बड़ी विनिर्माण इकाई है लेकिन मोटे तौर पर उस इकाई को विनिर्माण इकाई के अलावा एक असेंबलिंग इकाई के रूप में कहा जाता है वे मानक आपूर्तिकर्ताओं से थोक में इनपुट खरीदते हैं उदाहरण के लिए ताइवान एक बाजार है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण के लिए इस तरह की सामग्री प्रदान की जाती है ताइवान में पिक्चर ट्यूब लाखों की संख्या में निर्मित होते हैं और जब आप हजारों की संख्या में निर्माण कर रहे हैं और आप लाखों इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लागत कम होने वाली है इसलिए आप सामग्री का आयात करें सुनिश्चित करें कि हमें उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है और हमें उत्पादन की लागत कम करनी होगी और यदि आप लागत के सबसे बड़े घट पर प्रयास कर रहे हैं तो कभी 5 या 10 प्रतिशत लागत उस स्थिति में अगर आप कम करने में सक्षम हैं तो लागत का एक बड़ा हिस्सा कम किया जा सकता है इसलिए वैश्विक आपूर्ति सरकार से उपलब्ध विदेशी मुद्रा को अपनाए आपके पास विदेशी मुद्रा है उपलब्ध सर्वोत्तम स्रोत से इसे खरीदें जो अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री सुनिश्चित करेगा यदि आप गुणवत्ता इनपुट उपयोग करते हैं तो आउटपुट भी बहुत अच्छे होंगे आप बाजार से बहुत अच्छी बिक्री मूल्य प्राप्त कर पाएंगे और लागत भी नियंत्रण में रहेगी तो हमेशा इस लागत पत्रक में आपको यह देखना होगा कि कौन सा सबसे बड़ा घटक है कच्चे माल का मानक 50 से 60 प्रतिशत है इसे 5 से 10 प्रतिशत कम करें तो आप लागत का 5 से 6 प्रतिशत बचाने जा रहे हैं नंबर दो पर है मजदूरी आप उस मजदूरी पर नीचे आते हैं यदि आप कम करने में सक्षम हैं तो आप कम कुशल श्रमिकों को अधिक कुशल श्रमिकों के साथ बदल सकते हैं और आप उन्हें और भी अधिक भुगतान करें लेकिन आउटपुट बहुत अधिक होगा उस स्थिति में आपके श्रम की कुल लागत में कमी आएगी उसके बाद आप नीचे अन्य भागों पर जाते हैं उदाहरण के लिए प्रशासनिक ऊपरी खर्चे उदाहरण के लिए हमारे पास अपनी खुद की निर्मित इमारत है इसलिए यदि यह संभव है कि उस स्थान का उपयोग करने के बजाय यदि इसे कहीं बाहर किराए पर दिया जा सकता है तो इसे बड़े मूल्य पर किराए पर दे और जगह फिर से किराए पर ले ताकि हम भी जगह का इमारतों का कारखानों का प्रबंधन करके खर्च का प्रबंधन कर सकते हैं या किसी भी अन्य प्रशासनिक ऊपरी खर्च को प्रबंधित कर सकते हैंनियंत्रित कर सकते हैं या आप कर्मचारियों के वेतन को कम कर सकते हैं इसका मतलब है कि आप उन लोगों की संख्या कम कर सकते हैं जैसे आप अधिक महंगे कर्मचारियों को नियुक्त करने के बजाय कुशल कर्मचारी हैं आप वेतन लागत को कम कर सकते हैं आप स्थिर लागत को कम कर सकते हैं अन्य खर्चे जैसे प्रशासनिक लागत को कम कर सकते हैं और उसके बाद आप अंतिम घटक पर आते हैं जोकि बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे है यह पंक्ति में अगला है जो लागत पत्रक में अंतिम है इसलिए आपको यह देखना होगा कि क्या बिक्री और वितरण ऊपरी खर्चे को नियंत्रित करने की कोई संभावना है हमें उसके लिए देखना पड़ेगा हमेशा एक सिद्धांत लागत और लाभ को काम में ले अगर हम किसी विशेष इनपुट मद या लागत मद पर लागत की कुछ राशि बचाते हैं तो हमें कितना लाभ होगा हमेशा अगर लाभलागत को काम करने या नियंत्रित करने की लागत की तुलना में कम होने जा रहा है तो कभी भी कोशिश न करें इसलिए लागत पत्रक तैयार किया जाता है लागत लेखांकन के तहत हम इस लागत पत्रक को तैयार करते हैं और फिर हम सूचना का उपयोग करते हैं और लागत नियंत्रण के लिए इस जानकारी का उपयोग करते हैं या लागत को यथासंभव कम रखते हैं इस घटक के साथ मैं लागत पत्रक लागत के विवरण पर चर्चा बंद कर देता हूं और हमने लागत पत्रक तैयार करने के तरीके और प्रबंधन निर्णय लेने के लिए लागत के विवरण में दी गई जानकारी का उपयोग करने के बारे में सीखा अगली कक्षा में हम अगले विषय के बारे में बात करना शुरू करेंगे जो बजट और बजटीय नियंत्रण है बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो उत्पादन योजना की सुविधा देता है इसलिए अगर हम सही तरीके से योजना बनाते हैं ठीक से बजट बनाते हैं तो हम रास्ते के नक्शे को जानते हैं और फिर उस रास्ते के नक्शे के अनुसार चलना बहुत आसान है तो हम उत्पादन का वास्तविक निष्पादन कर सकते हैं और फिर हम वास्तविक लागत बजट लागत वास्तविक बिक्री की बजटीय बिक्री से तुलना करते हैं और वास्तविक लाभ के साथ बजटीय लाभ और फिर हम यह पता लगा सकते हैं कि हम उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं तो यह सब अगली कक्षा में चर्चा करेगा बजट और बजटीय नियंत्रण में आज के लिए मैं यहाँ रुकता हूँ और अगली कक्षा में मिलता हूँ